रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के अगले पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस पर केंद्रित है रैपिड मैन्युफैक्चरिंग में रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या इस युग में जो रैपिड मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रही है रैपिड प्रोटोटाइपिंग का बहुत बड़ी भूमिका है और एक प्रमुख हिस्सा है रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए हम पहले इस प्रोसेस के साइंस और प्रिंसिपल principal सिद्धांत को देखेंगे जो इसके पीछे है इसलिए पहले हम पॉलीमराइज़ेशन को देखने की कोशिश करेंगे जो कि फोटोपॉइलाइज़ेशन है फिर हम मटेरियल materials पदार्थों के फोटोपॉलीमराइजेशन को देखेंगे फिर हम रिएक्शन रेट देखेंगे और फिर विभिन्न प्रोसेस को देखेंगे और स्टीरियोलिथोग्राफी में एक मशीन देखेंगे फिर स्टीरियोलिथोग्राफी के अलग अलग स्कैन पैटर्न वेक्टर स्कैनिंग फिर मास्क प्रोजेक्शन फोटोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस Process प्रक्रिया फिर टू फोटॉन स्टीरोलिथोग्राफी प्रक्रियाएं होंगी जब हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बारे में बात करते हैं तो यह बहुत स्पष्ट है कि आप तेजी से प्रोटोटाइप बनाने के लिए मान रहे हैं इसलिए जब आप तेजी से प्रोटोटाइप बनाने के लिए मान लेते हैं तो यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी शुरुआती सामग्री क्या है और मटेरियल किस फॉर्म में है तो शुरुआती सामग्री क्या है आपके पास एक पॉलीमर हो सकता है आपके पास एक सिरेमिक हो सकता है आपके पास एक धातु हो सकती है और सामग्री का प्रारंभिक रूप एक ठोस हो सकती है एक तरल हो सकती है निश्चित रूप से आपके पास गैस भी हो सकती है लेकिन आप जो भी बनाते हैं वह गैसीय रूप में बहुत कम मोटाई का होता है इसलिए हम इस गैसीय को प्रोटोटाइप बनाने के लिए एक प्रमुख प्रारंभिक सामग्री के रूप में नहीं लेते हैं तो अब यह बहुत स्पष्ट है कि आपके पास पॉलीमर सामग्री सिरेमिक सामग्री धातुएं हो सकती हैं और वे ठोस रूप और तरल रूप में मौजूद हो सकते हैं फिर से मैं ठोस रूप को 3 चीजों में वर्गीकृत करने की कोशिश करूँगा यह पाउडर के रूप में हो सकती हैं यह फिलामेंट फॉर्म में हो सकता है यह मूल रूप से शीट फॉर्म में हो सकता है सामान्य रूप से 0D 1D 2D जैसा कि आप जानते हैं कि लिक्विड liquid तरल फॉर्म प्रोसेसिंग के लिए बहुत आसान हो सकता है तो अब क्या हो रहा है जब आप सामग्री का चयन करते हैं हमें यह चुनना होगा कि हम इन सामग्रियों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं ताकि आप एक प्रोटोटाइप बना सकें तो मूल रूप से यहां हम क्या करते हैं हमने पॉलीमर चयन किया जो तरल रूप में मौजूद है और यहाँ क्या होता है जब हम तरल को ठोस में बदलना चाहते है तो यह एक प्रक्रिया है जो तरल को ठोस में बदलने के लिए होती है जिसे फोटोपॉलीमराइज़ेशन कहा जाता है पहले तरल से ठोस पॉलीमराइज़ेशन है यह प्रकाश की उपस्थिति के कारण आरंभ या सक्रिय होता है इसलिए इसे फोटोपॉलीमराइज़ेशन कहा जाता है जब आप एक पॉलीमर और एक पाउडर के रूप में लेने की कोशिश करते हैं तो आप लेजर का उपयोग कर सकते हैं तो यह मुख्य रूप से चयनात्मक लेजर सिंटरिंग होगा यदि आप इसे धातु के रूप में लेते हैं जो कि चयनात्मक लेजर सिंटरिंग या चयनात्मक लेजर मेल्टिंग melting पिघल हो सकता है जब आप फिलामेंट लेने की कोशिश करते हैं तो यह पॉलीमर हो सकता है यदि आप चाहे तो इसे एक विस्को इलास्टिक स्टेट एलॉय ले करके जमा सकते हैं या जब आप धातुओं को लेते हैं तो आप गरम करने की कोशिश कर सकते हैं और इस फिलामेंट को एक छोटी बूंद में बदल सकते हैं और इसे एक आकार देने के लिए छोटी बूंद फिर से 3D फॉर्म में बदल जाती है रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रक्रिया की लागत समय सटीकता प्राथमिक मटेरियल की चयन पर निर्भर करती है तो इस बुनियादी मौलिक समझ के साथ हम चलते हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपको पॉलीमराइज़ेशन बोला पॉलीमर क्या है यह पॉली प्लस मर है तो यह कई मरश एक साथ मिलकर पॉलीमर बनाते हैं तो पॉलीमर बनाने के लिए इनमें से कई मरश को जोड़ने की प्रक्रिया को पॉलीमराइज़ेशन प्रक्रिया कहा जाता है यदि पॉलीमराइज़ेशन प्रक्रिया को प्रकाश की उपस्थिति से शुरू किया जा सकता है तो इसे फोटोपॉलीमराइजेशन कहा जाता है फोटोपॉलीमराइज़ेशन में एक तरल रेडिएशन क्रूसिबल रेजिन या फोटोपॉलीमर को प्राथमिक सामग्री के रूप में उपयोग करते है एक फोटोपॉलीमर या लाइट एक्टिवेटेड रेजिन एक पॉलीमर है जो प्रकाश के संपर्क पर आने पर यह अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति पर या विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र की उपस्थिति में अपनी प्रॉपर्टी परिवर्तित करता है अधिकांश फोटोपॉलीमर UV रेंज के तरंग दैर्ध्य के विकिरण पर प्रतिक्रिया करते हैं लेकिन कुछ दृश्य प्रकाश प्रणालियों का भी उपयोग किया जाता है तो मुख्य रूप से यह UV आधारित होगा इसलिए आप एक UV प्रकाश लेते हैं तो आप इसे ठोस रूप में परिवर्तन करने के लिए मूल रूप से आप एक UV लैंप ले सकते हैं या एक UV लेजर ले सकते हैं हम UV लेजर पसंद करते हैं क्योंकि आपके पास विकसित सामग्री में फाइन रेजोल्यूशन हो सकते हैं विकिरण होने पर ये सामग्रियां ठोस बनने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरती हैं इस प्रक्रिया को फोटो पॉलीमराइजेशन कहा जाता है और आमतौर पर कई रासायनिक प्रतिभागियों को शामिल करते हुए जटिल होता है फोटोपॉलीमर को 1960 के दशक के अंत में विकसित किया गया था और जल्द ही इसे कई व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से लागू किया गया था विशेष रूप से कोटिंग्स और मुद्रण उद्योग में कागज और कार्डबोर्ड पर कांच की कोटिंग फोटोपॉलीमराइजेशन का उदाहरण है तो यह एक तरल पॉलीमर है यह आप देख सकते हैं कि नीले रंग के छोटे डॉट्स को मोनोमर्स कहा जाता है और मोनोमर्स के साथ साथ आपके पास यह वायलेट होता है जिसे ओलिगोमर्स कहा जाता है और फिर हमारे पास फोटोइनीशिएटर होते हैं जो हरे रंग के होते हैं और आप देख सकते हैं कि जब UV प्रकाश उस पर हिट होता है ये मर्स ओलिगोमर के साथ एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं वे एक ओलिगोमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फोटोइंटरिटेटर का उपयोग प्रक्रिया शुरू करने और उनके बीच इस बंधन को बनाने के लिए किया जाता है यह ऐसा बॉन्ड है जो उसे ठोस बनाने की कोशिश करता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह UV एक लैंप से हो सकता है या यह एक लेजर से हो सकता है और जब मैं लैंप के बारे में बात करता हूं तो आप अपने एक्सपोज़र क्षेत्र नहीं होंगे कई बार एक बड़े क्षेत्र में हो जाएगा या सिंगल लाइन होगा लेकिन जब मैं लेजर के बारे में बात करता हूं तो यह हमेशा एक स्पॉट होगा लेजर का अधिक रिज़ॉल्यूशन है इसलिए मैं इस फोटोपॉलीमराइज़ेशन को करने के लिए UV लेजर रखना पसंद करूंगा तो इस फोटो से यह बहुत स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया से मर्स और ओलिगोमर एक बंधन से जुड़ते हैं दांतों में फोटो क्यूरेबल रेजिन का उपयोग किया जाता है जैसे कि दांतों की ऊपरी सतह को गहरी खांचे में भरने और कैविटी को रोकने के लिए इन अनुप्रयोगों में कोटिंग्स को विकिरण द्वारा ठीक किया जाता है जो सामग्री या विकिरण के पैटर्न की आवश्यकता के बिना रेजिन को परत देता है यह स्टीरियोलिथोग्राफी की परिचय के साथ बदल गया स्टेरोलिथोग्राफी एक प्रक्रिया है यह भी दिलचस्प है अगर आप वापस जाएं और इसे देखें स्टेरोलिथोग्राफी लिथोग्राफी एक प्रकाश है 2D संरचनाओं को बनाने के लिए अगर मैं 3D स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं इसलिए मैं इस प्रक्रिया को स्टीरोलिथोग्राफी कहता हूं लिथोग्राफी का अर्थ है कि आपके पास एक प्रकाश है यह प्रकाश एक मुखौटा के ऊपर डाला जाता है और फिर आपके पास कुछ सामग्री है इस सामग्री को मुखौटा स्थानांतरित किया जा रहा है आपके पास एक फोटोपॉलीमर है इसलिए प्रकाश के संपर्क में आने के कारण यह फोटो रेजिन जम रहा है और यह संरचना को बनाने की कोशिश कर रहा है 1980 के दशक के मध्य में चार्ल्स हल लेज़र प्रिंटर में पाई जाने वाली प्रणाली के समान एक स्कैनिंग लेजर को उजागर करके UV क्यूरेबल मटेरियल के साथ प्रयोग कर रहे थे उन्होंने पाया कि ठोस पॉलीमर पैटर्न का उत्पादन किया जा सकता है पिछली परत पर एक और परत को जमा करके एक ठोस 3D भाग बना सकता है तो एक परत कुछ भी नहीं है यह एक 2D परत है इसलिए पिछली 2D परत पर एक परत को जमा करके उसे एक 3D हिस्सा बना दिया गया यह स्टीरियोलिथोग्राफी की शुरुआत थी जिसे SL technology भी कहा जाता है उत्पाद विकास उद्योग के लिए SL मशीनों का उपयोग रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन के रूप में करके शीघ्र ही 3D सिस्टम कंपनी बनाया गया तो आप जल्दी से विकसित कर सकते हैं आप जल्दी से क्यों विकसित कर सकते हैं यह प्रक्रिया CAD से शुरू करती है यह मशीन पर जाती है और ये मशीनें रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन हैं जहां आपको आउटपुट मिलता है तो यह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल product lifecycle उत्पाद जीवनचक्र के चक्र को कम करने का प्रयास करता है इसलिए तब से SL संबंधित प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों की बहुत सारे प्रकार विकसित की गई है विभिन्न प्रकार के विकिरण गामा किरणों एक्स रे इलेक्ट्रॉन बीम UV और कुछ मामलों में दृश्यमान प्रकाश को कमर्शियल फोटोपॉलीमर को जमाने के लिए उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन किरण X किरण गामा किरण की तुलना में यह UV बहुत लाभदायक है रेजोल्यूशन में फायदा हो सकता है जितना संभव हो उतना छोटा हो सकता है लेकिन इससे होने वाले नुकसान के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं और स्रोत से वर्कपीस तक सिस्टम को नियंत्रित करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए हम हमेशा UV प्रकाश का उपयोग करना पसंद करते हैं SL प्रणाली में UV और दृश्य प्रकाश विकिरण का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक उद्योग में फोटो मास्क सामग्री अक्सर फोटोपॉलीमर होती है और यह UV और इलेक्ट्रॉन बीम की तुलना में कम रेडिएट होती है यदि आप छोटे से छोटे फीचर की रिज़ॉल्यूशन का सुविधा चाहते हैं जो पॉलीमर सतह पर उत्पन्न हो रही है तो उदाहरण के लिए आप नैनोमीटर में चाहते थे फिर हम इलेक्ट्रॉन बीम के लिए जाते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी कहा जाता है इसके विपरीत दंत चिकित्सा का क्षेत्र मुख्य रूप से एक दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है इसका उपयोग जमाने के लिए और कैप्स बनाने के लिए किया जाता है हम यहां जिस कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करेंगे वह कमर्शियल SL मशीनों के वेक्टर स्कैन या पॉइंट वॉइस अप्रोच हैं मास्क प्रोजेक्शन या लेयर वॉइस एप्रोच हैं जो एक समय में पूरी परत को विकिरणित करता है हम दो फोटॉन अप्रोच देखेंगे जो अनिवार्य रूप से उच्च रेजोल्यूशन वाला बिंदु से बिंदु वॉइस एप्रोच हैं हालांकि फोटोपॉलीमर का उपयोग कुछ इंक जेट प्रिंटिंग प्रक्रियाओं में भी किया जाता है जिसे लाइन वार प्रोसेसिंग की विधि के रूप में जाना जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन वेक्टर स्कैनिंग मास्क प्रोजेक्शन और दो फोटॉन हो सकती है मुख्य रूप से क्या होता है वेक्टर स्कैनिंग और मास्क प्रोजेक्शन तो यहाँ वेक्टर स्कैनिंग का मतलब है कि आपके पास बिंदु है इनमें से कई बिंदु मिलकर एक रेखा बनाते हैं और इनमें से कई रेखाएँ मिलकर एक आकृति बनाती हैं और जब मैं एक मास्क कहता हूं तो पूरी जानकारी की एक परत उजागर हो जाती है और आप इसे एक शॉट में प्राप्त कर लेते हैं तो वह मुखौटा उत्पादन है और दो फोटॉन अप्रोच जो मूल रूप से बिंदु अप्रोच द्वारा उच्च रेजोल्यूशन बिंदु हैं तो यहां एक एकल फोटॉन के बजाय जिसका उपयोग वेक्टर स्कैन में किया गया है यहाँ हम इसे ठीक करने के लिए दो फोटॉन का उपयोग करते हैं तो यह स्टीरियोलिथोग्राफी का योजनाबद्ध आरेख का एक विशिष्ट सेटअप है तो आपके पास एक लेजर है यह लेजर मुख्य रूप से UV लेजर है इसलिए यह प्रकाश के द्वारा तरल पॉलीमर को जमा सकता है इसलिए यह प्रकाशिकी आकार के संदर्भ में बीम के समायोजन के लिए है फोकस व्यास के संदर्भ में इसलिए यह प्रकाशिकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है जब हम एक ऐसी वस्तु बनाना चाहते थे जो थोड़ी बड़ी हो और अगर आप इस टेबल को 100 मीटर प्रति मिनट या उच्च गति में ले जाना चाहते हैं तो ऐसा ही कुछ होगा तो फिर बॉल स्क्रू मैकेनिज्म का क्या होता है क्या उपयोग किया जाता है या बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म का क्या उपयोग किया जाता है यह उच्च रिपीटेबल का नहीं है या यह आपको एक कम रिपीटेबिलिटी देता है इसलिए इससे बचने के लिए कि हम क्या करते हैं आजकल हम एक स्कैनिंग गैल्वेनोमीटर के लिए जाने की कोशिश करते हैं यह गैल्वेनोमीटर एक दिशा में स्वीप करने की कोशिश करता है इसे यहाँ एक दिशा में रखा गया है तो यह पॉलीमर की परत पर गरम करने की कोशिश करता है और x और y प्लेन में जमाने की कोशिश करता है तो यह गर्म करता है और 1 परत के x और y विमान पर चलता है तो यह एक बार एक परत जम जाने के बाद टेबल एक आवश्यक परत मोटाई द्वारा नीचे ले जाया जाता है या जो भी आपने परत की मोटाई को सौंपा है वह नीचे डूब जाता है तो फिर एक बार जब वस्तु जम जाती है उसके ऊपर नया फोटोपॉलीमर अंकित होता है अब फिर से लेजर उसके ऊपर से टकराता है और उसे जमाना शुरू कर देता है तो परत के दोहरावदार जमने और वैट के डूबने से 3D ऑब्जेक्ट बनाने में मदद करने की कोशिश करता है कि वैट कुछ भी नहीं है यह एक कंटेनर है जहां एक तरल पॉलीमर रखा होता है यह एक ऐसी टेबल है जहां टेबल नीचे जाती है एक डॉक्टर का ब्लेड भी होता है जिसे यहाँ रखा जाता है तो इसे डॉक्टर ब्लेड कहते हैं तो यह सुनिश्चित करेगा कि परत की मोटाई ऊंचाई सतह के साथ समान रूप से बनाए रखी जाए क्योंकि पानी में क्या होता है आपको हमेशा झुर्रियां होंगी या आपके पास लहर पैटर्न होंगे तो इसे एक चाकू से मिट जाना चाहिए तो जब आप चाकू को चलाएंगे यह इस तरह से होगा तो चाकू घूम रहा है तो सारी लहर पैटर्न जो वहाँ है हटा दिया जाएगा और फिर आप शीर्ष पर एक चिकनी सतह पाएंगे यह क्यों करें क्योंकि अगर आपके पास लहरदार पैटर्न है और जब लेजर हिट करने की कोशिश करता है तो संभावना है कि यह रिफ्लेक्ट हो जाए अगर यह रिफ्लेक्ट हो जाता है तो दक्षता कम हो जाएगी तो यह एक वेक्टर स्कैन एप्रोच है इसलिए हमारी चर्चा के लिए अगली तकनीक मास्क प्रोजेक्शन टेक्निक है जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मास्क होगा तो आपके पास एक स्थिर मास्क हो सकता है जो उजागर हो रहा है यह एक मुखौटा है जिसे एक वर्कपीस पर निर्यात या उजागर करने की कोशिश हो रही है जिसे आप कर सकते हैं और यह वर्कपीस एक फोटोपॉलीमर के अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास एक स्थिर मुखौटा हो सकता है या आपके पास एक डिस्क भी हो सकती है जो घूम रही है आप इसे एक मुखौटा के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और संपूर्ण विवरण को विकसित करना शुरू कर सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हाल ही में एक डेवलपमेंट के कारण हमारे पास DMD हैं तो DMDs में क्या होगा आपके पास छोटे दर्पण होंगे जो गैल्वो में रखे गए हैं इसलिए प्रकाश प्रकाशिकी से होकर गुजरता है और खुद को उजागर करता है और यह DMD पूरी परत को उजागर करने की कोशिश करेगा हालांकि इसके ऊपर एक मुखौटा है फोटोपॉलीमर पतली फिल्म के शीर्ष पर पूरी परत है जो कुछ भी था या वहाँ जो भी तरल था यह इसे जमाने की कोशिश करता है तो इसे मास्क प्रोजेक्शन अप्रोच कहा जाता है मास्क प्रोजेक्शन अप्रोच में एक शॉट में सूचना की पूरी परत सामने आ जाएगी तो यह प्रक्रिया पिछली प्रक्रिया की तुलना में बहुत तेज है अगली प्रक्रिया जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है लेजर फोटॉन अप्रोच यहाँ हम 2 लेज़रों का उपयोग करते हैं ये 2 लेज़र जो तरल पॉलीमर पर एक बिंदु पर हिट करते हैं और इसे ठीक करना शुरू करते हैं यह वही है जो दो फोटॉन अप्रोच है इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वेक्टर स्कैन और टू फोटोन अप्रोच में स्कैनिंग लेजर बीम की जरूरत होती है जबकि मास्क प्रोजेक्शन अप्रोच एक बड़े रेडिएशन बीम का उपयोग करता है जो किसी अन्य डिवाइस द्वारा प्रतिरूपित होता है इस मामले में यह एक डिजिटल माइक्रोमीटर डिवाइस है इसे DMD भी कहते हैं दो फोटॉन के मामले में फोटोपॉलीमराइज़ेशन 2 स्कैनिंग लेजर बीम की परस्पर क्रिया पर होता है हालांकि अन्य कॉन्फ़िगरेशन विभिन्न फोटोइनीशिएटर रसायन विज्ञान में एकल लेजर का उपयोग करता है दोनों वेक्टर और मास्क और अन्य फोटोइंटरियेटर रसायन में एक एकल परत का उपयोग करता है अन्य भिन्नता यह है कि वेक्टर स्कैन और मास्क प्रोजेक्शन अप्रोच में रेजिन की एक नई परत को फिर से भरने या लागू करने की आवश्यकता है जबकि 2 फोटॉन अप्रोच में रेजिन सतह के नीचे गढ़ा हुआ है जो पुनरावृत्ति को अनावश्यक बनाता है यह एक बहुत ही मान्य बिंदु और महत्वपूर्ण है जो खुद को वेक्टर और मास्क प्रोजेक्शन अप्रोच से अलग करता है जैसा कि मैंने आपको वेव पैटर्न बताया जो फोटोपॉलीमर की सतह के ऊपर होता है यदि इसे सपाट नहीं बनाया जाता है तो प्रक्रिया क्षमता में भारी गिरावट आती है क्युरिंग ठीक से नहीं होता है तो समय की कमी के कारण संकोचन या मोड़ने जैसे दोष हो सकते हैं इस बात से बचने के लिए कि दो फोटॉन अप्रोच में वस्तु रेजिन सतह के नीचे रखा जाता है जिससे पुनरावृत्ति अनावश्यक हो जाती है पुनरावृत्ति से बचने के कारण यह अप्रोच तेज और कम जटिल होते हैं अब हम UV curable फोटोपॉलीमर सामग्री के बारे में अधिक बात कर रहे हैं तो UV से जमने वाला फोटोपॉलीमर है इनका उपयोग माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक उद्योग में फोटो रेजिस्टेंट के रूप में किया जाता है आप देखते हैं कुछ भी होता है तो उसके समानांतर में कुछ होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि कट और पेस्ट तकनीक इसलिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बहुत सी चीजें हो रही थीं बहुत सारी उन्नतिएं हो रही थीं बहुत से लघुकरण शुरू हो गए थे और ट्रांजिस्टर को आईसी सर्किट में जोड़ना शुरू कर दिया है बहुत से ट्रांजिस्टर उस समय को जोड़ना शुरू कर दिया है जब प्रोसेसिंग समय महत्वपूर्ण पैरामीटर हो जाता है इसलिए वहाँ बहुत सारी नवीन चीजें हो रही थीं इसलिए समानांतर रूप से रैपिड प्रोटोटाइपिंग ने भी उस समय के दौरान पहल करना शुरू किया लोग ऐसी सामग्री के लिए तत्पर थे जिसका उपयोग 3D बनाने के लिए किया जा सके इसलिए जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को देखा उन्होंने देखा कि फोटोरॉजिस्ट बहुत थका देते थे तो शुरू में इन रेसिस्टर्स का उपयोग रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए किया गया था तो इस एप्लिकेशन का ईपॉक्सी आधारित फोटोपॉलीमर के विकास पर एक बड़ा प्रभाव है फोटोरॉजिस्ट अनिवार्य रूप से एक परत स्टीरियोलिथोग्राफी है लेकिन सटीकता और फ़ीचर रिज़ॉल्यूशन महत्वपूर्ण आवश्यकताएं थी फ़ीचर रिज़ॉल्यूशन मतलब आप कितनी छोटी फीचर्स बना सकते हैं कमर्शियल फोटोपॉलीमर को जमाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विकिरण में गामा किरण शामिल है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी एक्स रे इलेक्ट्रॉन बीम UV और कुछ मामलों में दृश्य प्रकाश हालांकि UV और इलेक्ट्रॉन बीम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है रैपिड मैन्युफैक्चरिंग में इन विकिरण स्रोतों में से कई का उपयोग किया गया है हालांकि केवल UV और दृश्य प्रकाश प्रणालियों को प्रभावी ढंग से SL प्रणाली में वास्तविक समय में उपयोग किया जाता है 3D सिस्टम से SLA 250 एक ऐसी मशीन है जिसे 3D सिस्टम द्वारा एक हीलियम कैडमियम लेजर 325 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य के साथ आपूर्ति की जाती है जो UV में उपयोग की जाती है इसके विपरीत ठोस लेजर उपयोग किए जाने वाला अन्य SL मॉडल Nd YVO4 लेजर भी उपयोग किए जाते हैं मास्क प्रोजेक्शन में DMD डिजिटल माइक्रोमीटर डिवाइस आधारित सिस्टम में UV और दृश्यमान प्रकाश विकिरण का उपयोग किया जाता है थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर जो आम तौर पर इंजेक्शन मोल्डिंग में उपयोग किए जाते हैं में एक रैखिक या एक ब्रांच आणविक संरचना होती है जो उन्हें बार बार पिघलने और फिर से संगठित करने की अनुमति देती है इसके विपरीत स्टीरियोलिथोग्राफी फोटोपॉलीमर क्रॉसलिंक्ड किए गए थर्मो सेट होते हैं और परिणामस्वरूप पिघलता नहीं है और बहुत कम क्रीप और स्ट्रेस रिलैक्सेशन देता है

तो अब आपको समझना चाहिए कि SL प्रक्रियाओं में प्रयुक्त फोटोपॉलीमर मुख्य रूप से थर्मोसेट होते हैं थर्मोसेट पॉलीमर में क्या होता है शाखाएं क्या होती हैं हम विस्तार से देखेंगे कि हम शाखाओं को देखेंगे जब वे कार्बन चैन शाखाओं को बनाते हैं जब वह क्रॉस लिंक बनाते हैं तो वे इतने कठोर रूप से तय हो जाते हैं कि वे कार्बन या हाइड्रोजन के लिए कोई गतिशीलता नहीं देते हैं तो यह एक रैखिक संरचना है यह एक शाखा संरचना है यह एक क्रॉस लिंक्ड संरचना है इसलिए जब आप फोटोपॉलीमर को देखते हैं तो आपके पास रेखीय संरचना होगी ब्रांच युक्त संरचना कुछ इस तरह होगी और जब मैं क्रॉस लिंक से बात करता हूं इसलिए यदि आप क्रॉसलिंक देखते हैं तो यहाँ अभी भी आपको इन 2 जगहों को स्थानांतरित करने की एक छोटी सी स्वतंत्रता है संलग्न नहीं हैं अभी भी गति करने की की छोटी स्वतंत्रता है लेकिन यहाँ यह पूरी तरह से रिजीड है तो जब फोटोपॉलीमर का उपयोग UV प्रकाश के संपर्क से होता है जब प्रकाश इस फोटोपॉलीमर पर टकराता है तो क्या होता है वहाँ रैखिक श्रृंखलाओं के बीच एक क्रॉस लिंक बनता है यह क्रॉसलिंक उत्पाद को कठोर बनाता है और इसमें सिकुड़न की स्वतंत्रता भी नहीं होती है तो यह वही है जो फोटोपॉलीमराइज़ेशन के पीछे का विज्ञान है फोटोपॉलीमराइज़ेशन में तरल पॉलीमर का उपयोग किया जाता है UV प्रकाश का संपर्क एक रेखीय श्रृंखला को एक क्रॉस लिंक्ड चेन में परिवर्तित करता है जो श्रृंखलाओं की गतिशीलता को रोक देता है इसलिए ताकत बढ़ जाती है UV क्यूरेबल फोटोपॉलीमर SL रेजिन का वर्णन करने वाले पहले अमेरिकी पेटेंट 1989 में प्रकाशित हुआ था यह 2019 है तो 1989 पीछे बहुत दूर नहीं है यह वास्तविक समय उद्योग में कब आया तो इसे 99 या 97 या 96 में आना चाहिए था जो उद्योग में आने का समय हो सकता है SL रेजिन का वर्णन करने वाले पहले अमेरिकी पेटेंट 1989 और 1990 में प्रकाशित हुई थी रेजिन को एक्रिलेट्स से तैयार किया गया था जिसमें उच्च प्रतिक्रियाशीलता थी लेकिन आमतौर पर सिकुड़ने और कर्लिंग के कारण कमजोर हिस्सों का उत्पादन होता था जब छवि को लेजर के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था तब एक्रिलेट् आधारित रेजिन सही तरीके से केवल 46 प्रतिशत तक पूरी तरह से जमा था जब एक नई कोटिंग को उजागर परत पर रखा गया था तो कुछ विकिरण नए कोटिंग के माध्यम से चले गए और उस परत में नई फोटोकैमिकल प्रतिक्रिया शुरू की जो पहले से ही आंशिक रूप से जम गई थी इसलिए तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि आप एक परत को जमा चुके हैं और फिर उसके ऊपर आपको एक तरल पदार्थ मिला है तो यह एक ठोस परत है यह शीर्ष पर एक तरल है जब प्रकाश उजागर होता है यह एक संकोचन करने की कोशिश करता है यह परत लेपित होने के बाद ऑक्सीजन निषेध के लिए कम संवेदनशील था यह कोटिंग है जो वहां है इसलिए परत लेपित होने के बाद ऑक्सीजन निषेध के लिए कम संवेदनशील था इस लेयर पर अतिरिक्त क्रॉसलिंक के कारण इस लेयर पर अतिरिक्त सिकुड़न होती है जिससे अतिरिक्त लेयर सिकुड़ जाती है जिससे लेयर में तनाव बढ़ता है और कर्लिंग होता है वस्तु निर्माण की प्रक्रिया के दौरान या बाद में यह देखा गया था तो एक बार यह पूरा हो जाता है और समय के साथ पॉलीमर ठोस होने लगता है इसलिए जब यह जमने लगता है तो यह कर्लिंग या रैपिंग बनाना शुरू कर देता है और फिर परतों के बीच में डिलेमिनेशन होता है तो कृपया इन 2 बिंदुओं पर ध्यान दें यह परत कम संवेदनशील थी यह परत क्या है नई परत को उजागर परत पर रखा गया था कुछ विकिरण नई कोटिंग के माध्यम से चला गया और उस परत में नई फोटोकैमिकल प्रतिक्रिया शुरू की जो पहले से ही आंशिक रूप से ठोस हो गई थी परत कम संवेदनशील थी क्योंकि लेपित होने के बाद नीचे की परत को ऑक्सीजन निषेध हो जाती है इस परत पर अतिरिक्त क्रॉसलिंक ने अतिरिक्त संकोचन का कारण बना पहले से ही यह क्रॉस लिंक का गठन किया है अब आप एक और परत डालते हैं और फिर इस पर प्रकाश उजागर करते हैं एक बार फिर परत गरम होता है जो पहले से ठोस हो चुका है तो एक अतिरिक्त संकोचन हो रहा है जो परत में तनाव को बढ़ाता है और कर्लिंग का कारण बनता है जो कि वस्तु निर्माण की प्रक्रिया के दौरान या बाद में देखा गया था 1988 में जापानी पेटेंट में पहला पैटर्न फाइल किया गया था जिसने SL रेजिन की एक एपॉक्साइड रचना तैयार की ऐपोक्सी रेजिन ने एक्रिलेट वस्तुओं की तुलना में अधिक सटीक कठिन और मजबूत वस्तुओं का उत्पादन किया जबकि एक्रिलेट रचना की पॉलीमराइज़ेशन 5 से 20 प्रतिशत सिकुड़न की ओर ले जाती है ऐपोक्सी रचना की रिंग ओपन पॉलीमराइज़ेशन केवल 1 से 2 प्रतिशत की सिकुड़न की ओर ले जाती है तब लोग इस एक्रिलेट आधारित फोटोपॉलीमराइज़ेशन से से दूर होकर ऐपोक्सी रचना फोटोपॉलीमराइज़ेशन की ओर होने लगे ऐपोक्सी केमिस्ट्री से जुड़े संकोचन का यह निम्न स्तर बहुत अच्छा जोड़ता है और लचीले सब्सट्रेट के लिए जमने के दौरान मुड़ने को कम करने में योगदान देता है तो इस ऐपोक्सी रसायन विज्ञान ने फोटोपॉलीमराइज़ेशन में एक बड़ा बदलाव किया जो स्टीरियोलिथोग्राफी प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला एक सिद्धांत है इसलिए ऐक्रेलिक आधारित से हम ऐपोक्सी रसायन विज्ञान की ओर चले गए जो बहुत अच्छा जोड़ने में योगदान देता है और लचीले सब्सट्रेट के लिए जमने के दौरान मुड़ने को कम करने में योगदान देता है इसके अलावा ऐपोक्सी आधारित रेजिन के पॉलीमराइज़ेशन वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा बाधित नहीं है यह कम फोटोइनिशीऐटर कान्सन्ट्रैशन को सक्षम बनाता है जो ऐक्रेलिक योगों की तुलना में कम अवशिष्ट गंध देता है तो यह वायुमंडलीय द्वारा बाधित नहीं है अर्थात ऐपोक्सी ने वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है जबकि ऐक्रेलिक वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया करता है यह ऐक्रेलिक योगों की तुलना में कम अवशिष्ट गंध देने वाले कम फोटोइनिशीऐटर कान्सन्ट्रैशन को सक्षम करता है हालांकि ऐपोक्सी रेजिन में धीमी फोटो गति और जमी हुए हिस्से की भंगुरता के नुकसान हैं क्योंकि यह थर्मोसेट है इसलिए इसमें ठोस किए गए हिस्से की भंगुरता होगी तेजी से वस्तु की ताकत बनाने के लिए ऐपोक्सी रेजिन के साथ कुछ एक्रिलेट को जोड़ने की आवश्यकता है ताकि उन्हें निर्माण के दौरान विकृत किए बिना पर्याप्त रूप से संभाला जा सके एक्रिलेट्स भी भंगुरता को कम करने के लिए उपयोगी होते हैं इसलिए तेजी से वस्तु की ताकत बनाने के लिए ऐपोक्सी रेजिन के साथ कुछ एक्रिलेट को जोड़ने की आवश्यकता है ताकि उन्हें निर्माण के दौरान विकृत किए बिना पर्याप्त रूप से संभाला जा सके इसलिए पहले जो हमने देखा था हमने एक्रिलेट आधारित देखा फिर हम ऐपोक्सी बेस में गए फिर हमारे पास इन 2 का एक संकर है इसलिए Acrylates जो 46 प्रतिशत का जमता था यहाँ यह 95 प्रतिशत या 94 प्रतिशत है तो यहाँ जब आपके पास एक संकर है यह एक उच्च शक्ति है ऐपोक्सी हिस्से की भंगुरता को भी कम करने के लिए एक्रिलेट्स उपयोगी हैं ऐपोक्सी रेजिन का एक और नुकसान आर्द्रता के प्रति संवेदनशीलता है जो पॉलीमराइज़ेशन को बाधित कर सकता है फोटो पॉलीमर रसायन विज्ञान का अवलोकन SL स्टीरियोलिथोग्राफी फोटोपॉलीमर कई प्रकार के अवयवों फोटो इनीशिएटर रिएक्टिव डाइल्यूएंट्स फ्लेक्सीलाइजर स्टेबलाइजर तरल मोनोमर से बना है मोटे तौर पर तब बोलते हैं जब UV विकिरण SL रेजिन पर पड़ता है फोटोइनिशीऐटर एक रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है और एक तरल मोनोमर के साथ प्रतिक्रियाशील हो जाता है तो यह UV को अवशोषित करेगा और ऊर्जा देना शुरू कर देगा या अलग अलग मर्स के बीच बंधन शुरू कर देगा प्रतिक्रियाशील फोटोइनिशीऐटर एक पॉलीमर श्रृंखला बनाने के लिए मोनोमर अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है इसलिए यदि हम पीछे जाते हैं और पिछले चित्र को देखते हैं जहां मेरे पास सुंदर स्टार चित्र था तो ये चित्र फोटोइनिशीऐटर हैं बाद में पॉलीमर श्रृंखला के निर्माण के लिए प्रतिक्रिया शुरू होती है और फिर पॉलीमर श्रृंखलाओं के बीच मजबूत सहसंयोजक बंधन निर्माण होता है सहसंयोजक बंधन हमेशा मजबूत होते हैं तो इस फोटोइनिशीऐटर का मतलब है स्टार्टर फोटो लाइट तो फोटोइनिशीऐटर का अर्थ है एक प्रकाश जो आरंभ करता है तो एक स्लाइस कैसे शुरू होता है किसी को उस प्रकाश के प्रति पसंद होना चाहिए ताकि उसको फोटोइनिशीऐटर कहा जाए फोटोपॉलीमर रसायन के दो मुख्य प्रकार व्यावसायिक रूप से स्पष्ट हैं फ्री रेडिकल फोटोपॉलीमराइज़ेशन जो एक एक्रिलेट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है कतिओनिक फोटोपॉलीमराइज़ेशन जो ऐपोक्सी और विनाइल ईथर है प्रतीक C और H क्रमशः कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं को दर्शाता है जबकि R एक आणविक समूह को दर्शाता है जिसमें आमतौर पर एक या एक से अधिक विनाइल समूह होते हैं एक विनाइल समूह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक आणविक संरचना है इस विनाइल समूह में R संरचना है जो फोटोपॉलीमर को क्रॉस लिंक करने में सक्षम बनाता है तो यह वही है जो यह है तो हमने इस सभी चीजों के बारे में बात की है जहां R C डबल बॉन्ड H हमारे पास ऑक्सीजन है हमारे पास R संरचनाएं हैं ये एक्रिलेट्स के लिए हैं ये ऐपोक्सी के लिए हैं ये विनाइल ईथर के लिए हैं इसलिए फोटोपॉलीमर रसायन विज्ञान का सबसे आम फोटोपॉलीमर epoxies है हालांकि विनाइल ईथर भी व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं तो ये 2 cation आधारित हैं अन्य एक फ्री रेडिकल फोटोपॉलीमराइज़ेशन है जो एक्रिलेट्स है तो अंत में ऐसा लगता है कि आपके पास एक मजबूत क्यूरेबल वास्तु बनाने के लिए ऐपोक्सी एक्रिलेट्स का संयोजन होना चाहिए तो हम एक समेकित तरीके से देखेंगे UV से जमने वाले एक फोटोपॉलीमर को तो UV से जमने वाले रेजिन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है एक एक्रिलेट रेडिकल पॉलीमराइज़ेशन है दूसरे एक epoxy cationic पॉलीमराइज़ेशन है तो यहाँ एक्रिलेट के फिर से हमारे पास 3 वर्गीकरण हैं एक है ऐपोक्सी विकृत एक्रिलेट दूसरा एक है यूरेथन विकृत एक्रिलेट और अंत में एक सिलिकॉन विकृत एक्रिलेट है तो आम तौर पर उन्हें रेडियल पोलीमराइजेशन प्रकार और कतिओनिक पोलीमराइजेशन प्रकार में क्योरिंग तंत्र का उपयोग करके वर्गीकृत किया जाता है ऐपोक्सी प्रकार में आपके पास 2 श्रेणियां हैं एक कठिन प्रकार है दूसरा एक नरम प्रकार है जब हम एक्रिलेट के बारे में बात करते हैं तो इसे ऐडिड एरोबिक क्योरिंग है फिर हमारे पास विजिबल लाइट क्योरिंग होगा फिर हमारे पास ऐडिड हीट क्योरिंग होता है फिर आखिरी में हमारे पास ऐडिड मॉइस्चर क्योरिंग है तो यह स्लाइड पूर्ण रूप से UV रेजिन के बारे में बात करती है एक्रिलिटेड और ऐपोक्सी और फिर इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं फिर 2 प्रकार के क्योरिंग जो कि एक्रिलेट टाइप होते हैं ऐडिड एरोबिक क्योरिंग विजिबल लाइट क्योरिंग ऐडिड हीट क्योरिंग और ऐडिड मॉइस्चर क्योरिंग ऐपोक्सी दो प्रकार के हैं कठोर और नरम प्रकार है तो इसके अलावा हमारे पास रेडियल प्रकार के उत्पाद भी हैं जिनकी मुख्य सामग्री सिलिकॉन है तो ये प्राथमिक सामग्रियां हैं जो फोटोपॉलीमराइज़ेशन में उपयोग की जाती हैं इसलिए यदि हम एक टेबल के रूप में इसकी तुलना करना चाहते हैं तो मैं इसे रेडिकल और कतिओनिक के रूप में लिखूंगा प्रमुख घटक यह एक्रिलेट होगा और फिर यहां यह ऐपोक्सी होगा फिर यदि आप curing concentration के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो यह 5 से 10 प्रतिशत है यहां यह 2 से 4 प्रतिशत है जब हम ऑक्सीजन द्वारा curing inhibition के बारे में बात करते हैं तो यह अवरोध हैं और यह एक गैर अवरोध है फिर UV विकिरण से गुजरने के बाद यह curing बंद curing जारी है फिर क्यूरिंग एक्सीलरेशन हिट के द्वारा बहुत कम और इसमें एक्सीलरेशन होता है हिट रेजिस्टेंस इसमें कम और यह अच्छा है इसलिए अगर हम रासायनिक प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं तो यह कम है यह अच्छा है और अंत में रेजिन में लचीलापन यह उच्च है यह कम है तो यह तालिका स्पष्ट रूप से बताती है कि रेडिकल और कतिओनिक के संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं पर क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं जिसे आप अपनी स्टीरियोलिथोग्राफी प्रक्रिया के लिए चाहते हैं फोटोपॉलीमर रसायन विज्ञान का अवलोकन फ्री रेडिकल फोटोपॉलीमराइज़ेशन पहला प्रकार था जिसे व्यावसायिक रूप से विकसित किया गया है चूंकि SL रेजिन एक्रेलेट्स है फोटोइनिशीऐटर रिएक्टिव होने के बाद मोनोमर सेगमेंट्स को लीनियरली जोड़कर एक्रेलेट्स लंबे पॉलीमर श्रृंखला बनाते हैं क्रॉस लिंकिंग आमतौर पर पॉलीमर श्रृंखला के बढ़ने के बाद होता है ताकि वे एक दूसरे के करीब हो जाएं Acrylate फोटोपॉलीमर प्रकाश की उपस्थिति में जल्दी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है लेकिन कई नुकसान हैं जैसे कि बहुत ज्यादा संकोचन वॉर्प और कर्ल करने की प्रवृत्ति परिणामस्वरूप वे अब शायद ही कभी ऐपोक्सी या अन्य फोटोपॉलीमर तत्वों के बिना उपयोग किए जाते हैं जब प्रतिक्रिया की जाती है तो ये छल्ले खुलते हैं जिसके परिणामस्वरूप अन्य रासायनिक बांडों के लिए साइटें बन जाती हैं रिंग खोलने को प्रतिक्रिया पर न्यूनतम वॉल्यूम परिवर्तन के रूप में जाना जाता है क्योंकि अनिवार्य रूप से रासायनिक बांड के संख्या और प्रकार प्रतिक्रिया के पहले और बाद में समान होते हैं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु संख्या है और प्रतिक्रिया के पहले और बाद में रासायनिक बांड के प्रकार अनिवार्य रूप से समान हैं परिणामस्वरूप ऐपोक्सी SL रेजिन में आमतौर पर बहुत छोटा संकोचन होता है और लगभग सभी कमर्शियल उपलब्ध SL रेजिन को वॉर्प और कर्ल करने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है SL मोनोमर्स का पॉलीमराइज़ेशन एक एक्ज़ोथिर्मिक प्रतिक्रिया है कृपया समझें कि एक्ज़ोथिर्मिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस के दौरान उस्मा जनरेट होता है एक ऐक्रेलिक मोनोमर के लिए 85 kJmol के आसपास प्रतिक्रिया की गर्मी उत्पन्न होता है प्रतिक्रिया की उच्च गर्मी के बावजूद प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए एक उत्प्रेरक आवश्यक है इसलिए तापमान अकेले प्रोसेस को आरंभ नहीं करता है हमें एक और उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐपोक्सी प्रकार SL रेजिन जम जाए और वे एक ठोस वस्तु का निर्माण करें फोटोपॉलीमर रसायन विज्ञान का अवलोकन और जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि एक फोटो सर्जक एक उत्प्रेरक फोटो सर्जक के रूप में कार्य करता है योजनाबद्ध रूप से फ्री रेडिकल फोटोपॉलीमराइज़ेशन प्रक्रिया को सचित्र किया जा सकता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है 1 P बॉन्ड I I फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के साथ है इसलिए फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के साथ M रिएक्शन फॉर्म के साथ सर्जक है I M डॉट होता है जब इसे कई मोनोमर्स से बॉन्ड मिलता है एक प्रॉपेगेशन बनता है और जब I M के साथ मिलता है और I वहां पहुंचता हूं तो यह समाप्त हो जाता है तो यह पॉलीमराइज़ेशन प्रक्रिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको रेडिकल इनीशिएट समझना चाहिए लेजर से प्रत्येक 2 फोटॉन के लिए औसतन एक रेडिकल का उत्पादन किया जाएगा वह रेडिकल आसानी से 1000 से अधिक मोनोमर्स के फोटोपॉलीमराइज़ेशन को जन्म दे सकता है जैसा कि प्रक्रिया के मध्यवर्ती चरणों में दिखाया गया है जिसे प्रसार कहा जाता है सामान्य तौर पर लंबे पॉलीमर अणुओं को प्राथमिकता दी जाती है उच्च आणविक भार का उत्पादन हम छोटा पॉलीमर पसंद नहीं करते हैं हम हमेशा लंबे पॉलीमर या लंबे पॉलीमर अणुओं को प्राथमिकता देते हैं यह अधिक पूर्ण प्रतिक्रिया शुरू करता है आपने पिछले चित्र में देखा P I एक फोटोइनीशिएटर को दिखा रहा है और डबल I प्रतीक एक फ्री रेडिकल है और M एक मोनोमर है पॉलीमराइज़ेशन प्रक्रिया इस 3 रिकॉम्बिनेशन असमानुपातन और अक्लूश़न Occlusion रुकावट में से किसी एक के कारण बंद हो जाता है रिकांबिनेशन तब होता है जब 2 पॉलीमर श्रृंखलाएं 2 रेडिकल के द्वारा शामिल होते हैं असमानुपातन में अनिवार्य रूप से एक रेडिकल को दूसरे के द्वारा रद्द करना शामिल है बिना जॉइनिंग के अक्लूश़न Occlusion रुकावट तब होता है जब मुक्त रेडिकल एक ठोस पॉलीमर के भीतर फंस जाते हैं जिसका अर्थ है कि साइटें उपलब्ध नहीं होती हैं पॉलीमर नेटवर्क के भीतर गतिशीलता को रोककर अन्य मोनोमर या पॉलीमर के साथ प्रतिक्रिया करने से रोका जाता है इसलिए यह अक्लूश़न Occlusion रुकावट है Cationic फोटोपॉलीमराइज़ेशन फ्री रेडिकल पॉलीमराइज़ेशन के समान व्यापक संरचना को साझा करता है जहां लेजर ऊर्जा के परिणामस्वरूप एक फोटोइनिशीऐटर केशन उत्पन्न करता है केशन मोनोमर के साथ क्रिया करता है एक पॉलीमर उत्पन्न करने के लिए प्रोपगेशन होता है और प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए टर्मिनेशन प्रोसेस होती है एक cationic फोटोपॉलीमराइज़ेशन के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक लेविस एसिड है जैसे BF 3 शुरू में Cationic फोटोपॉलीमराइज़ेशन पर थोड़ा ध्यान दिया गया था लेकिन माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक उद्योग और SL में उन्नति के कारण वे 1990 के दशक के दौरान बदल गए हैं अब हम यहां cationic प्रतिक्रिया की बारीकियों की जांच करेंगे लेकिन ध्यान दें कि ऐपोक्सी की रिंग खोलने की प्रतिक्रिया तंत्र रेडिकल पॉलीमराइज़ेशन के समान है रेजिन फॉर्मुलेशन और रिएक्शन मैकेनिज्म सामान्य कच्ची मटेरियल जैसे पॉलीआक्सिल एपोक्साइड्स और ऐक्रेलिक एसिड और अन्य एस्टर डायसोसायनेट्स वगैरह का उपयोग मोनोमर्स उत्पादन करने के लिए किया जाता है और ओलिगोमर्स का उपयोग रेडिएशन क्यूरिंग के लिए किया जाता है अधिकांश मोनोमर बहुक्रियाशील मोनोमर्स MFM या पॉलीओल पॉली एक्रिलेट्स हैं जो पॉलीमराइज़ेशन को एक क्रॉस लिंकिंग देता है ऑलिगोमर के मुख्य रासायनिक परिवार हैं पॉली एस्टर एक्रिलेट PEA ऐपोक्सी एक्रिलेट ईए यूटेरिन एक्रिलेट्स यूए और अमीनो एक्रिलेट्स जो फोटो सर्जक सिस्टम में फोटो एक्सीलेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और साइक्लेरीलिपेटिक ऐपोक्सी रेजिन आपूर्तिकर्ता रेडी टू यूज फॉर्मूलेशन तैयार करते हैं फोटोइनिशीऐटर के साथ ऑलिगोमर्स मोनोमर्स और प्रतिक्रिया और भाग के गुणों को प्रभावित करने वाली सामग्री मिलाकर व्यावहारिक रूप से अवशोषण को लम्बी तरंग दैर्ध्य की ओर स्थानांतरित करने के लिए फोटोसेंसिटाइज़र का उपयोग फोटोइनिशीऐटर के साथ संयोजन में बहुत कम किया जाता है इसलिए हम यहां रुकेंगे हम अगली कक्षा में जारी रहेंगे